8 वें सप्ताह में आपका स्वागत है यह एंबेडेड सिस्टम डिज़ाइन विद एआरएम कोर्स का अंतिम सप्ताह है इस सप्ताह में हम एक्सेलेरोमीटर और कुछ प्रयोगों के बारे में चर्चा करेंगे जो हम इस डिवाइस के साथ कर सकते हैं इसलिए पहले लेक्चर में मैं एक्सेलेरोमीटर के बारे में चर्चा करूंगा कि यह क्या है और सिद्धांत संचालन क्या है फिर अगले दो लेक्चरज़ में मैं पहले चर्चा करूँगा कि हम एसटीएम बोर्ड के साथ एक्सेलेरोमीटर का इंटरफेस कैसे कर सकते हैं और हम डेटा कैसे प्राप्त कर सकते हैं यह पहली चीज़ है जो मैं आपको दिखाऊंगा और फिर मैं आपको कुछ प्रयोग दिखाऊंगा जहां हमें डिवाइस का उन्मुखीकरण पता चलेगा कि क्या डिवाइस सीधे सपाट पड़ी है या यह खड़ी है या यह नीचे की ओर है आदि तो ये कुछ चीजें हैं जिन्हें हम एक्सेलेरोमीटर के संबंध में देख रहे हैं और एक और चीज है जो हम इस सप्ताह में देखेंगे वह एक गैस सेंसर के साथ एक प्रयोग है अब मैं एक्सेलेरोमीटर की बात करता हूं इस विशेष लेक्चर में मैं एक्सेलेरोमीटर के संचालन के सिद्धांत पर चर्चा करूंगा और जिस एक्सेलेरोमीटर पर मैं चर्चा करने जा रहा हूं वह ADXL 335 है तो एक्सेलेरोमीटर क्या है यह एक डायनेमिक सेंसर है जो एक दो या तीन ऑर्थोगोनल एक्सिस X Y और Z में त्वरण को माप सकता है और आमतौर पर इसका उपयोग तीन मोड में से एक में किया जाता है इसका उपयोग वेग और स्थिति के एक जड़त्वीय माप के रूप में किया जा सकता है इसे 2 से 3 आयामों में झुकाव के सेंसर झुकाव या अभिविन्यास के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है या इसे कंपन या इंपैक्ट सेंसर या शॉक सेंसर के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है विकसित किए गए अधिकांश एक्सेलेरोमीटर माइक्रो इलेक्ट्रो मैकेनिकल सेंसर यानी एमईएमएस पर आधारित हैं और यह एक छोटे द्रव्यमान के विस्थापन पर आधारित है जिसे आईसी की सिलिकॉन सतह में उकेरा जाता है और छोटे बीम द्वारा निलंबित किया जाता है जब हम कार्य सिद्धांत पर चर्चा करेंगे तो हम इस पर और गौर करेंगे तो जैसे ही त्वरण लागू होता है एक बल विकसित होता है हम जानते हैं कि P m x f द्रव्यमान के विस्थापन को कैपेसिटिव सेंसिंग या पीज़ोइलेक्ट्रिक इफेक्ट सेंसिंग के इस्तेमाल से मापा जा सकता है तो जब इसे एक से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है तो इस द्रव्यमान का विस्थापन कैपेसिटिव सेंसिंग के इस्तेमाल से या पीज़ोइलेक्ट्रिक इफेक्ट सेंसिंग के माध्यम से मापा जा सकता है मूल रूप से क्या होता है वहाँ समाई में परिवर्तन होता है या वोल्टेज का उत्पादन होता है जिसके माध्यम से इसे मापा जाता है एक्सेलेरोमीटर की मूल संरचना में एक निश्चित प्लेट और एक गतिमान प्लेट होती है और त्वरण गतिमान द्रव्यमान को विक्षेपित करता है और डिफरेंशियल कैपेसिटर को असंतुलित करता है इसका परिणाम वोल्टेज के रूप में सेंसर आउटपुट है जो त्वरण के समानुपाती होता है मूल रूप से इसका क्या अर्थ है एक गतिमान द्रव्यमान है जब कुछ त्वरण किया जाता है तो यह गतिमान द्रव्यमान को विक्षेपित करता है और डिफरेंशियल कैपेसिटर को असंतुलित करता है तो द्रव्यमान में असंतुलन है x y और z दिशाओं के साथ त्वरण को मापने से झुकाव या झुकाव का हिसाब लगाना संभव है यह कितना झुका हुआ है इसे एक्सेलेरोमीटर के इस्तेमाल से सटीक रूप से पता किया जा सकता है यह x y और z दिशाओं के साथ त्वरण को मापने से किया जा सकता है x y और z एक्सिस के साथ रोटेशन के कोणों की गणना करना भी संभव है जिन्हें x axis के साथ होने पर रोल अगर यह y axis के साथ है तो पिच और अगर यह z axis के साथ है तो यौ कहा जाता है यहां हमारे पास ये निश्चित प्लेटें हैं और यहां हमारे पास गतिमान द्रव्यमान है और आप देखते हैं कि जब भी कुछ तेजी होती है तो यह विशेष रूप से पीले रंग की चीज जो वहां है वह बदल जाती है इसके आधार पर हम यह जान सकते हैं कि क्या यह x या y या z दिशा की ओर अधिक झुका हुआ है यह एमईएमएस युक्ति के साथ एक्सेलेरोमीटर सेंसर है इस प्रयोग में हम जिस एक्सेलेरोमीटर का उपयोग कर रहे हैं वह ADXL 335 है जहां आप देख सकते हैं कि ये इस एक्सेलेरोमीटर के पिन हैं आपके पास यह Vcc है हमारे पास यह GND है और हमारे पास x y और z निर्देशांक हैं तो यह दूसरी तरफ से है और यह दूसरी तरफ से ADXL 355 सिग्नल कंडीशन वोल्टेज आउटपुट के साथ एक छोटा पतला और कम पावर वाला 3 axis एक्सेलेरोमीटर है यह मूल रूप से क्या कर सकता है यह टिल्ट सेंसिंग एप्लीकेशन में गुरुत्वाकर्षण के कारण स्थिर त्वरण को माप सकता है और साथ ही गति सदमे या कंपन के परिणामस्वरूप गतिशील त्वरण को भी यह x y और z एक्सिस में ±3g की सीमा के भीतर त्वरण को माप सकता है जब हम इसे एसटीएम से जोड़ते हैं तो हम देखेंगे कि हम ज्यादातर इस X OUT Y OUT और Z OUT के बारे में चिंतित हैं इसलिए हम कनेक्ट करेंगे हम इन संकेतों को एनालॉग पोर्ट से जोड़ेंगे इन के आउटपुट सिग्नल कुछ और नहीं बल्कि कुछ एनालॉग सिग्नल हैं जो त्वरण के आनुपातिक हैं अब इंटरफेसिंग बहुत सीधी है हमने इसे आर्डयूनो का उपयोग करके दिखाया है हमने एसटीएम के इस्तेमाल से प्रयोग किया है यह वह जगह है जहाँ यह Vcc से जुड़ा है यह GND से जुड़ा है और यह x y और z पिन A1 A2 और A3 से जुड़ा है तो यह सब इस एक्सेलेरोमीटर डिवाइस के बारे में है आगे हम देखेंगे कि हम इस एक्सेलेरोमीटर को एसटीएम बोर्ड से कैसे जोड़ सकते हैं हम आपको पहले ही कनेक्शन दिखा चुके हैं हम अगले लेक्चर में उस पर गौर करेंगे धन्यवाद